पिछले व्याख्यान में हमने कार्तीय और बेलनी निर्देशांक में रेखीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन घटक को देखा था इस व्याख्यान में हम एक गोलीय निर्देशांक पद्धति पर ध्यान केंद्रित करेंगे गोलीय निर्देशांक पद्धति में एक बिंदु को मूल बिंदु से उसकी दूरी से निर्दिष्ट किया जाता है जिसे मैं r कहूंगा और यदि मैं इस बिंदु और z अक्ष युक्त एक समतल बनाता हूं तो यह r है मूल बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी इस समतल में यदि मैं z अक्ष से मूल बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली इस रेखा तक कोण को मापता हूँ तो इस कोण को theta के रूप में दिया जाता है और इस समतल में कोण इस पूरे समतल में जिसे यह पूरा समतल x अक्ष से बनाता है उसे phi के रूप में जाना जाता है तो यह बिंदु r theta और phi द्वारा निर्दिष्ट है संपूर्ण श्रेणी या संपूर्ण क्षेत्र को आच्छादित करने के लिए हम r को 0 से अनंत तक जाने देते हैं theta 0 से pi तक भिन्न होता है इसका मतलब है कि यह धनात्मक z से ऋणात्मक z अक्ष तक भिन्न होता है फिर phi 0 से 2 pi तक भिन्न होता है और यह पूरे क्षेत्र को आच्छादित करता है तो ये चरों का परास होगा कार्तीय निर्देशांक के साथ r theta और phi के बीच का संबंध r होगा आप देख सकते हैं कि और कुछ नहीं बल्कि x square plus y square plus z square होता है rx2y2z2 थीटा z अक्ष और r के बीच का कोण है और इसलिए आप तुरंत देख सकते हैं कि थीटा का कोसाइन z over r or z over square root of x square plus y square plus z square के द्वारा दिया जाएगा cosθzrzx2y2z2 तीसरा इस r का x y समतल में प्रक्षेपण है जो कि यह मोटी लाल रेखा है जो और कुछ नहीं बल्कि r sine of theta है और अगर आपने पिछले व्याख्यान का अच्छी तरह से अध्ययन किया है तो यह r sine theta और कुछ नहीं बल्कि बेलनी निर्देशांक S के सम है और इसलिए x निर्देशांक और कुछ नहीं बल्कि r sine theta cosine of phi है y निर्देशांक और कुछ नहीं बल्कि r sine of theta sine of phi है और यह आपको तुरंत बताता है कि tangent of phi बिल्कुल बेलनी निर्देशांक y over x की तरह होता है xrsinθcosϕ yrsinθsinϕ tanϕyx इकाई सदिशो के बारे में क्या तो मैं इस तरह से r की दिशा में इकाई सदिशो को लूंगा थीटा की दिशा में जो कि z अक्ष पर बिंदु से युक्त समतल है यह इस तरह से r के लंबवत होगा यदि मैं इसे स्वयं के समानांतर ले जाऊं तो यह इस तरह से नीचे की ओर संकेत करता है और phi सदिश इस तरह बेलनी निर्देशांक phi सदिश की तरह होगा जो कि थीटा और phi r के लंबवत है तो आइए हम इस r इकाई सदिश theta इकाई सदिश और फाइ इकाई सदिश को लिखते हैं और यह एक निर्देशांक पद्धति बनाता है जिसमें तीन इकाई सदिश है जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं लेकिन इनमें से कोई भी सदिश r या theta या phi दिक् में नियत नहीं होते है तो वे नियत इकाई सदिश नहीं हैं इसलिए जैसे ही आप पोजीशन बदलते हैं वे भी बदल जाते हैं आइए हम उन्हें x y और z इकाई सदिशो के संदर्भ में लिखते हैं r इस ओर इंगित कर रहा है और हमने यह पहले ही देखा है कि अगर मैं इकाई सदिश को लेता हूं तो यह दूरी 1 है z अवयव और कुछ नहीं बल्कि cosine of theta है तो cosine of theta z और x y समतल में प्रक्षेपण का जोड़ sine theta है इसलिए जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था इसका x अवयव sine theta cosine phi होगा तो x अवयव x दिशा में sine theta cosine of phi है और y अवयव जो y दिशा में sine theta sine of phi है का जोड़ यह r इकाई सदिश है rsinθcosϕxsinθsinϕycosθz theta इकाई सदिश के बारे में क्या theta इकाई सदिश r के लंबवत है इसलिए यह एक कोण बनाता है और मुझे इसे बनाने दीजिए इसे यहां लाल से दिखाता हूं या इसे अलग से बनाता हूं यह मेरी बिंदु है theta x y समतल से एक कोण theta बनाते हुए नीचे की ओर इंगित कर रहा है और इसलिए x y समतल में इसका अवयव cosine theta है तो यह theta का cosine होगा और फिर से इसका अवयव cosine phi in the x direction plus cosine of theta sine of phi in the y direction है z दिशा में इसका अवयव ऋणात्मक है तो यह minus sine of theta times z होगा आप पहले से ही देख सकते हैं कि यदि मैं यहाँ पर अदिश गुणनफल लेता हूँ तो r dot theta यह 0 है इससे आपको sine theta cos theta sine theta cos theta cosine square phi plus sine square phi minus sine theta and cosine of theta मिलता है तो यह 0 होगा तो वे एक दूसरे के लम्बकोणीय होते हैं phi इकाई सदिश यह बहुत कुछ बेलनी निर्देशांक की तरह ही है और इसके निर्देशांक इसलिए minus sine of phi x plus cosine of phi y होगा बेलनी निर्देशांक में ये तीन इकाई सदिश हैं cosθcosϕxcosθsinϕy sinθz sinϕxcosϕy रेखीय घटक के बारे में क्या पहले पोजीशन सदिश पोजीशन सदिश r और कुछ नहीं बल्कि r इकाई सदिश r है वह गोलीय निर्देशांक में पोजीशन सदिश होता है यदि मैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता हूं तो मैं r को r plus d r में बदलता हूं मैं theta को theta plus d theta में बदलता हूं और मैं phi को phi plus d phi में बदलता हूं तो d r और कुछ नहीं बल्कि r इकाई सदिश r का d होगा और मैंने पहले भी कहा था कि ये नियत नहीं हैं तो यह इकाई सदिश r की दिशा में d r और r और इकाई सदिश r में परिवर्तन के गुणनफल का जोड़ होगा r इकाई सदिश में परिवर्तन दोनों theta और phi में परिवर्तन के कारण होता है याद रखिए रखें r इकाई सदिश क्या है r इकाई सदिश कुछ और नहीं बल्कि sine theta cos phi x plus sine theta sine phi y plus cos theta z है इसलिए dr इकाई सदिश को मैं cos theta cos phi d theta x plus sine theta minus sine phi d phi x plus the second term cos theta sine phi d theta y plus sine theta cos phi d phi y के रूप में लिख सकता हूं यह y और इस परिवर्तन जो कि minus sine theta z है का जोड़ है इन पदों को देखें यह एक है जो है और यह एक है drdrrdrrr rsinθcosϕxsinθsinϕycosθz drcosθcosϕdθxsinθ sinϕdϕxcosθsinϕdθysinθcosϕdϕy sinθz अगर मैं sine theta को बाहर निकालता हूं तो यह minus sine phi x plus cosine phi y बन जाता है और यह d theta होना चाहिए और हरे रंग में घिरे इस पद को देखिए और यहाँ अगर मैं d theta को समान लेता हूँ तो मुझे cosine theta cosine phi x plus cosine theta sine phi y minus sine theta z मिलता है और यह इकाई सदिश क्या है यह theta इकाई सदिश है इसलिए मैं इस हरे रंग की वस्तु को लिख सकता हूँ मुझे यहाँ जाने दीजिए मैं इन हरे रंग की वस्तुओं को संयुक्त रूप से d theta के रूप में लिख सकता हूँ theta दिशा में और नीले रंग की चीजों यह वाला और यह वाला अगर मैं d phi और sine theta को बाहर ले जाता हूं तो आप के पास minus sine phi x plus cosine phi y रहता है जो कि phi इकाई सदिश है तो मैं यह लिख सकता हूं कि plus sine theta d phi unit vector ने इन चीजों को यहां रखा है तो रेखीय घटक क्या है जो मुझे मिलता है मुझे रेखीय घटक d l बराबर r की दिशा में d r थीटा की दिशा में d theta times r और phi की दिशा में r sine theta d phi के योग के बराबर होता है dldrrrdθrsinθdϕ यह एकदम सही समझ में आता है क्योंकि यदि मैं निर्देशांक पद्धति को देखता हूं अगर मैं r की दशा में स्थानांतरित होता हूं तो यह दूरी dr है यदि मैं theta को बदल देता हूं तो यह दूरी r d theta हो जाती है तो यह रेखीय घटक है और यदि मैं phi को बदलता हूं तो मैं phi में जो दूरी तय करूंगा वह r sine theta d phi होगा तो यह एक रेखीय घटक है अगला आइए हम पृष्ठीय घटकों को r के लंबवत थीटा के लंबवत और phi के लंबवत पृष्ठीय क्षेत्रफल घटकों को देखते हैं आइए हम पहले r के लंबवत को देखें यह घटक कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है जहाँ यह दूरी यह इकाई सदिश r है r के लंबवत है और यह दूरी x y समतल में स्थानांतरित दूरी होगी तो यह r sine theta d phi होगा और यह दूरी theta में परिवर्तन के कारण होगा तो यह r d theta होगा तो पृष्ठीय घटक मैं इस रूप में लिख सकता हूं कि d s r दिशा में r d theta times r sine theta d phi के बराबर है इसलिए r दिशा में d s r square sine theta है मुझे देखने दीजिए कि अगर मैंने d theta लिखा है यहाँ एक d theta है तो r sine theta d theta d phi और यह S दिशा में है जहाँ थीटा 0 से pi तक भिन्न होता है और phi 0 से 2 phi 2 pi तक भिन्न होता है कभी कभी यह r square d cosine of theta d phi के रूप में भी लिखा जाता है जहाँ d cosine theta समाकल है अब आप जानते हैं कि मैं cosine theta को चर के रूप में ले सकता हूँ dsr2sinθdθdϕsr2dcosθdϕ 0≤θ≤π 0≤ϕ≤2π 1≤cosθ≤1 तो cosine थीटा ऋणात्मक 1 से 1 तक भिन्न होता है यह देखना बहुत आसान है कि यह सही है यदि मैं एक गोले को लेता हूं जिसकी त्रिज्या R है केंद्र बिंदु मूल बिंदु हैएक घटक सभी क्षेत्रफल घटक S के लंबवत हैं क्योंकि क्षेत्रफल त्रिज्या के लंबवत है तो कुल क्षेत्रफल r दिशा में ds परिमाण का समाकल होगा r नियत है इसलिए R square d cos theta ऋणात्मक 1 से 1 d phi तक 0 से 2 pi तक है और वह 4 pi R square के बराबर है थीटा के लंबवत क्षेत्रफल घटक के लिए क्या आइए हम उसको देखते हैं अगर मैं थीटा के लंबवत एक क्षेत्रफल घटक लेता हूं तो तय की गई दूरी r दिशा में और phi दिशा में होगी phi दिशा में तय की गई दूरी r sine theta d phi होगी r दिशा में तय की गई दूरी d r होगी और यह S दिशा में क्षेत्रफल घटक होगा और phi के लंबवत क्षेत्रफल घटक जो कि यहां पर होगा phi के लंबवत है और वह फिर से r theta में एक निर्देशांक पद्धति का उपयोग करेगा और phi के लिए रेखीय घटक थीटा दिशा में phi के लंबवत होगा जो r d theta होगा तो यहाँ r d theta होगा और r की दिशा में 1 होगा और यह इकाई सदिश phi की दिशा में है तो r d theta और d r का गुणनफल phi की दिशा में है आयतन घटक के बारे में क्या मुझे पहले एक आयतन घटक बनाने दीजिए और आप देखेंगे कि यहां phi दिशा में यह कैसा दिखता है तो यह r दिशा में है यह दूरी केंद्र बिंदु पर इस तरह से प्रक्षेपित करती है तो हरे रंग से या लाल रंग से दिखाई गई यह दूरी d r है थीटा दिशा में बढ़ती हुई यह दूरी r d theta के बराबर है और दोनों के लिए लंबवत दूरी r sine theta d phi है तो ये तीनों छोटी दूरियां या आयतन घटक की छोटी ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई हैं और इसलिए आयतन घटक कुछ भी नहीं है बल्कि d r times r d theta times r sine theta d phi है जो r square sine theta d theta के बराबर है d phi को कभी कभी r square d cosine of theta d phi के रूप में भी लिखा जाता है dVdrrdθrsinθdϕr2sinθdθdϕr2dcosθdϕ इस चित्र को समझने के लिए आपको थोड़ी कल्पना करनी होगी या कमरे के एक कोने को देखना होगा और देखें कि आप उसको मूल बिंदु के रूप में कैसे सोच सकते हैं और आप थीटा फाइ और r दिशा के बारे में कैसे सोच सकते हैं तो यह गोलीय निर्देशांक में तीनों रेखीय घटक क्षेत्रफल घटक और आयतन घटक हैं इन का उपयोग करके इन निर्देशांक पद्धतियों के लिए भी कुंतल की परिभाषा द्वारा कुंतल के लिए अपसरण की परिभाषा द्वारा अपसरण के लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं तो हमने 2 व्याख्यान में कार्तीय बेलनी और गोलीय निर्देशांक पद्धति में रेखीय घटकों क्षेत्रफल घटकों और आयतन घटकों निकाले हैं इनका उपयोग करते हुए और स्टोक्स प्रमेय का और अपसरण प्रमेय का या उनकी परिभाषा का उपयोग करके हम इन निर्देशांक पद्धतियों में प्रवणता अपसरण और कुंतल के लिए भी व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं